नमस्कार और सुरक्षा तंत्र अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम के इस प्रदर्शन में स्वागत है यह प्रदर्शन प्रारूप स्ट्रिंग भेद्यता के लिए है तो हमने पहले से ही प्रारूप स्ट्रिंग भेद्यता के सिद्धांत को देखा है और कुछ उदाहरण हैं जिन्हें हमने सिद्धांत में लिया है इसलिए हम इस व्याख्यान में इन उदाहरणों का प्रदर्शन करेंगे तो इस चीज़ के लिए कोड वर्चुअल बॉक्स में उपलब्ध है जो इस विशेष पाठ्यक्रम के साथ आता है इसलिए आप वर्चुअल बॉक्स को इस विशेष डायरेक्टरी NPTEL Codesmodule6 से डाउनलोड कर सकते हैं इस डायरेक्टरी में आपके पास प्रारूप स्ट्रिंग भेद्यता के बारे में सभी कोड हैं तो हम पहले एक को खोलते हैं जो एक Print2c है और जो आप यहां एक बहुत छोटा प्रोग्राम देखते हैं जहां यह main शुरू होता है जहां 100 बाइट्स का एक user string है और इस user string को main set function का उपयोग करके 0 पर निश्चित किया जाता है और वहां यह एक strcpy है अब यह strcpy अब 40a00408 के साथ user string में भरता है इसमें छह x है और फिर एक s है और अंत में एक printf user string है ध्यान दें कि printf का पहला कथन एक प्रारूप विनिर्देशक है यहाँ इस कार्यक्रम में भेद्यता है क्योंकि printf जिसे निर्दिष्ट किया गया है प्रारूप विनिर्देशक निश्चित रूप से इस स्ट्रिंग user string में मौजूद है तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह प्रदर्शित करना है कि हम printf के काम करने के तरीके में हेरफेर कर सकते हैं जिससे कि यह संदेश यह एक top secret संदेश स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है तो ध्यान दें कि कहीं भी इस प्रोग्राम में वैश्विक चर s का उपयोग नहीं किया गया है फिर भी हम देखते हैं कि जब हम इस कार्यक्रम को संकलित करते हैं और इसे चलाते हैं तो हम global secret संदेश प्राप्त करेंगे तो चलिए हम ऐसा करते हैं तो प्रोग्राम को चलाने के लिए हमें एक make clean करना चाहिए और फिर make और जिस प्रोग्राम में हम रुचि रखते हैं वह print2 है तो हम print2 को चलाएंगे और जो हम देखते हैं वह कुछ अतिरिक्त अधिक बधा हुआ मान है जो मुद्रित हो जाता है और अंत में हमें यह top secret संदेश मिल जाता है जो स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है तो यहां जो कुछ हो रहा है वह यह है कि इस प्रारूप विनिर्देशक में कुछ गड़बड़ी चल रही है जो user string में मौजूद है तो उस किसी भी तरह यह वैश्विक चर या यह वैश्विक डेटा स्क्रीन पर मुद्रित हो जाता है ऐसा करने के लिए वास्तव में क्या हो रहा है इसकी जांच करने के लिए हम GDB के साथ ऐसा करते हैं इसलिए हम GDB में प्रोग्राम चलाते हैं इसलिए हम ब्रेक पॉइंट को निर्दिष्ट करते हैं तो हम ब्रेक पॉइंट को पंक्ति 16 पर निर्दिष्ट करते हैं और इससे पहले कि हम वास्तव में printf में प्रवेश करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देंगे पहला वैश्विक चर s का पता gdb pxs के रूप में निर्धारित किया जा सकता है जिसका मान 804a040 है और इस स्ट्रिंग को यहां पर देखें और स्ट्रिंग में जो एनकोड किया गया है वह वास्तव में s का वही मूल्य है तो यह छोटे भारतीय संकेतन में दर्शाया गया है इसलिए आपने इसे यहां से शुरू करने से किया था इसलिए यह 0804a040 है जो वास्तव में s का पता है अगली बात जिस पर हम ध्यान देंगे हम main के अलाग थलग को देखेंगे और हम देखते हैं कि printf को बुलाना इस मामले में printfPLT इस विशेष मेमोरी स्थान में है और वापसी स्थान 0804851b पर मौजूद है तो हम इसे लिख कर रख सकते हैं और मेरे पास यहां एक नोटपैड है और पते को वापसी पते के रूप में printf से प्राप्त पते को 0804851b के रूप में लिखते है ठीक अगली चीज़ जो हम वास्तव में देखते हैं वह user string का पता है तो यह gdbpxuser string ffffcf48 है जो user string का पता है ठीक तो हम एकल कदम कहते हैं और देखते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है तो हम si के साथ एकल कदम है और इसलिए हम अभी भी निष्पादित कर रहे हैं हम PrintfPLT में जा रहे हैं हम लोडर में जा रहे हैं और हमने अब printf में प्रवेश किया है अब इस बिंदु पर हम देखेंगे कि स्टैक पर क्या मौजूद है तो हम ऐसा करते हैं जैसा कि gdbx19xesp है और पहली चीज जो हम स्टैक पर पहचानेंगे वह स्थान है जहां वापसी पता संग्रहीत है तो ध्यान दें कि एक वापसी पता 084851b में मौजूद है जो निश्चित रूप से यहां मौजूद है इस वापसी पते से पहले एक शब्द है जहां printf के कथन मौजूद हैं इसलिए ffffcf48 अनिवार्य रूप से प्रिंटफ के लिए कथन है जो अनिवार्य रूप से user string का पता है अब जब printf निष्पादित होता है तो यह क्या होता है कि यह पहला कथन पढेगा जो user string का पता है यह उस विशेष स्थान ffffcf48 पर जाएगा और स्ट्रिंग की सामग्री को मुद्रित करना शुरू कर देगा तो उदाहरण के लिए यह user string की सामग्री पर जाएगा पहले शब्द को मुद्रित करता है जो 0804a040 है और फिर यह देखेगा कि अगली आवश्यकता x है तो जब कोई x होता है तो इसका मतलब यह होगा कि यह अगले कथन को लेगा और मुद्रित करेगा जो स्टैक पर मौजूद है ध्यान दें कि यहां हमें user string के अलावा printf करने के लिए कोई कथन निर्दिष्ट नहीं करना है सही है और इसलिए यह मान लिया गया है कि इस पहले कथन से 4 बाइट्स पहले दूसरा कथन मौजूद है और इसलिए प्रदर्शन 00000000 होगा इसी तरह दूसरे printf x मान लेगा कि यह स्टैक से तीसरा कथन होना है और इसलिए 64 मुद्रित हो जाता है इसी तरह चौथा x इस f7e978fb को मुद्रित करेगा जैसा कि printf उपयोगकर्ता स्ट्रिंग को पदभंजन कर रहा है जो पहले इस स्थान की सामग्री को मुद्रित करेगा जो 0804a040 है और यह इस स्ट्रिंग का पदभंजन करता रहेगा और देखता है कि x है इसलिए जब कोई x होता है तो यह उम्मीद करता है कि आप मुद्रित करने के लिए दूसरे कथन को मुद्रित करना चाहते हैं और इसलिए यह दूसरे कथन के लिए स्टैक को देखता है अब चूंकि पहला कथन इस स्थान ffffcf48 पर निर्दिष्ट है दूसरा कथन चार स्थानों पर होगा इसके आगे है जो fffcf34 पर है और printf इस मान को उठाएगा जो सभी शून्य है और इसे स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है इसी तरह दूसरे printf x की घटना पर मान लेगा कि आप तीसरा कथन मुद्रित करना चाहते हैं और इसलिए यह इसे स्टैक 0x000000 और 64 से उठाएगा और इसी तरह चौथा पांचवां और पांचवां कथन f7e978bb और ffffcf6c और ffffd06c होगा अंतिम बात छठे कथन पर है कि आपके पास इस विशेष बिंदु और समय पर s है और printf छठे कथन पर उपस्थित होगा जो कि जिसका मान 0804a040 है और चूँकि आपके पास है हमने s निर्दिष्ट किया है तो यह इस मान को एक पते के रूप में व्याख्या करता है और उस पते की सामग्री को मुद्रित करने की कोशिश करता है तो हमारे मामले में यह मान अनिवार्य रूप से s का पता है जो कि s का पता है जो यहाँ मौजूद है और इसलिए printf इस संदेश को वैश्विक चर s के अनुरूप मुद्रित करेगा इसलिए स्क्रीन पर जो कुछ दिखाई देगा वह शून्य 64 इस f7 ffff और अन्य की तरह स्टैक की सामग्री के अनुरूप मान निरर्थक होगा और अंत में s के अनुरूप यह स्ट्रिंग होगा यह एक top secret संदेश मुद्रित किया जा रहा है तो हम अभी जारी रखते हैं और देखते हैं कि printf वास्तव में क्या प्रिंट करता है और आप इसे देखते हैं और आप जो देखते हैं वह यह है कि यह 0 इस स्टैक पर इस विशेष 0 से मेल खाता है जो इस पहले x 64 के अनुरूप है जो यहां दूसरे कथन से मेल खाता हुआ मौजूद है और आप जानते हैं कि 64 वास्तव में प्रदर्शित हो रहा है और इसी तरह से स्टैक की अन्य सामग्री alSo है जिसे f7e978fb ffffcf6c और ffffd06c की तरह प्रदर्शित किया जाता है और आखिरकार हमारे पास स्ट्रिंग है यह एक top secret संदेश है अब alSo का एक बेहतर तरीका है यह एक ही काम कर रहा है और यह ऐसा करने का एक छोटा तरीका है और यह एक फाइल print2ac में मौजूद है जहां कोड बिल्कुल वैसा ही है हालांकि हम उस तरीके में बदलाव करते है जिसमें इस user string को निर्दिष्ट करते है तो निश्चित रूप से हमने यहां पर जो किया है वह यह है कि हमने s का पता उपलब्ध कराया है जो 0804a040 है तो जैसा कि पहले किया गया था और तब हम स्टैक पर मौजूद छठे कथन को लेने के लिए printf निर्देश करते हैं और इस मामले में छठा कथन स्क्रीन पर s के मुद्रण से मेल खाता है अगर हम इस प्रोग्राम print2a को निष्पादित करते हैं तो हमें स्टैक से मुद्रित किए गए इस बीच के डेटा के बिना ही बिल्कुल समान परिणाम पाते हैं तो ध्यान दें कि यहाँ पर हमें सिर्फ पहला डेटा 0804a040 मिलता है और फिर यह सीधे छठीं प्रविष्टि या छठा कथन पर जाता है और इसका कारण स्क्रीन पर मुद्रित किया जाने वाला top secret सन्देश है धन्यवाद